बैटरी का एक अन्य महत्वपूर्ण मापदंड उसकी एफिशिएंसी है एक बैटरी की एफिशिएंसी को हम कैसे परिभाषित करते हैं क्या यह पावर है अथवा एनर्जी सामान्यतः एफिशिएंसी को आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर के रूप में परिभाषित किया जाता है किंतु बैटरी के लिए इसे हम एनर्जी वॉट आवर के रूप में दर्शाते हैं उदाहरण के लिए एक पीवी सोर्स तथा एक लोड पर गौर करें मान लेते हैं कि एनर्जी पीवी सोर्स से लोड की ओर यहां दिखाए अनुसार प्रवाहित होती है यह एनर्जी जोकि वॉट ऑवर के रूप में पीवी से उत्सर्जित हो रही है इसे हम WhPV कहेंगे एवं जो वॉट ऑवर एनर्जी लोड में प्रवेश कर रही है उसे हम वॉट ऑवर लोड कहेंगे इस तरह के संयोजन में वॉट ऑवर पीवी तथा वॉट ऑवर लोड बराबर होंगे क्योंकि इसमें सोर्स तथा लोड के मध्य कोई लॉस नहीं होता है केवल ट्रांसमिशन होता है जब हम एक बैटरी का उपयोग करते हैं तो पीवी से एनर्जी बैटरी में संचयित होती है और तब बाद में बैटरी से लोड को प्रदान की जाती है तो यदि हम एक एनर्जी संचायक अवयव की बात करें जैसे कि यहां हमने एक बैटरी को लिया है एनर्जी का प्रवाह कुछ इस तरह से है एनर्जी पीवी सोर्स से बैटरी में प्रवाहित हो रही है इसे चार्जिंग कहते हैं इस प्रकार हम पीवी से उत्सर्जित एनर्जी के द्वारा बैटरी को चार्ज करते हैं बैटरी की चार्जिंग एनर्जी का इलेक्ट्रिकल से केमिकल में परिवर्तन है इस परिवर्तन अथवा कन्वर्शन में कुछ कन्वर्शन लॉस होगा इस लॉस को हम Whec वॉटऑवर इलेक्ट्रिकल टु केमिकल से निरूपित करते हैं इस कन्वर्शन लॉस के कारण बैटरी में उपलब्ध एनर्जी WhPV अर्थात पीवी पैनल से ली गई एनर्जी से कुछ कम होगी अतः जो एनर्जी बैटरी में संचयित हुई है उसे हम Whbat वॉटऑवर बैटरी से दर्शाते हैं जोकि WhPV Whec के बराबर है क्योंकि Whec के बराबर एनर्जी का इलेक्ट्रिकल से केमिकल कन्वर्शन प्रक्रिया में लॉस हुआ है अब जब आवश्यकता हो तब बैटरी में संचित एनर्जी लोड में डिस्चार्ज की जाती है इस स्थिति में एनर्जी का प्रवाह यहां दर्शाई गई दिशा में होता है बैटरी से लोड की ओर एनर्जी के इस प्रवाह को डिस्चार्जिंग कहते हैं इस तरह से बैटरी डिस्चार्ज होती है इस डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया में एनर्जी का केमिकल से इलेक्ट्रिकल में रूपांतरण होता है दूसरे शब्दों में केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्शन होता है इस प्रक्रिया में केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन लॉस होता है जिसे हम Whce से दर्शाते हैं अतः लोड पर उपलब्ध वास्तविक एनर्जी Whbat Whce के बराबर होगी इस तरह से चार्जिंग की प्रक्रिया में कुछ लॉस Whec होता है तथा डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया में भी कुछ लॉस जिसे हम Whce से दर्शाते हैं होता है इन दोनों लॉसों को मूल वॉटऑवर एनर्जी WhPV जोकि पीवी पैनल से उत्सर्जित हुई है से घटाना होगा तो लोड को जो एनर्जी प्राप्त होगी वह WhPV से कम होगी और यही प्रभाव बैटरी की एफिशिएंसी को परिभाषित करने का मार्ग प्रशस्त करता है यही कारण है कि बैटरी की एफिशिएंसी एनर्जी एफिशिएंसी के रूप में लोड को प्रदान किए गए वॉट ऑवर तथा पीवी सोर्स अथवा किसी अन्य सोर्स से उत्सर्जित वॉट ऑवर के भागफल के रूप में परिभाषित की जाती है इस तरह एफिशिएंसी को लोड को प्रदान किए गए वॉट ऑवर बटा सोर्स से लिए गए वॉट ऑवर के रूप में लिखते हैं इस चित्र के संदर्भ में हम देखते हैं कि लोड को प्रदान किए गए वॉट ऑवर Whbat Whce हैं जहां Whce केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्शन लॉस तथा WhPV सोर्स से प्राप्त वॉट ऑवर हैं अतः इसे हम WhPV के रूप में लिख सकते हैं इसका और भी विस्तार कर सकते हैं क्योंकि Whbat को WhPV Whec लिख सकते हैं तो बैटरी के लिए यह एफिशिएंसी की परिभाषा होगी चूँकि यह एनर्जी अथवा वॉट ऑवर पर निर्भर है इसे बैटरी की एनर्जी एफिशिएंसी अथवा वॉट ऑवर एफिशिएंसी भी कहते हैं अधिकतर बैटरियों के लिए यह एफिशिएंसी जिसमें कि चार्जिंग तथा डिस्चार्जिंग उनमें होने वाले लॉस वॉट ऑवर इलेक्ट्रिकल से केमिकल लॉस चार्जिंग में तथा वॉट ऑवर केमिकल से इलेक्ट्रिकल लॉस डिस्चार्जिंग में शामिल हैं सामान्यतः लगभग 70 होती है लेड एसिड बैटरियाँ जिन्हें हम अधिकतर प्रयोग करते हैं उनकी एनर्जी एफिशिएंसी भी लगभग 70 होती है इसी तरह से निकल मेटल हाइड्राइड और कुछ लिथियम पॉलीमर बैटरियों की एफिशिएंसी भी कुछ इसी प्रकार होती है